अब हमने y मापदंडों को देखा जहां वोल्टेज को स्वतंत्र चर के रूप में और विद्युत धारा को आश्रित चर के रूप में लिया जाता है z मापदंड जहां स्वतंत्र चर के लिए विद्युत धाराएं और वोल्टेज जहां उन विद्युत धाराओं के परिणाम है और वहां स्वतंत्र चर होने के लिए दोनों तरफ वोल्टेज लेने की जरूरत नहीं है अथवा दोनों तरफ विद्युत धाराएं हम कुछ ज्यादा कर सकते है अब मान लें कि हमारे पास एक दो पोर्ट है और हम पोर्ट 1 पर विद्युत धारा और पोर्ट 2 पर वोल्टेज लगाने के बारे में सोचते है अब यहाँ वोल्टेज V 1 और वहाँ पर I 2 भी स्वतंत्र स्रोतों के रैखिक संयोजन होंगें जिन्हें लागू किया गया है और इस विशेष मामले में जब हम I 1 लेते है जो कि पोर्ट 1 पर विद्युत धारा और पोर्ट 2 पर वोल्टेज है हमें प्राप्त होने वाले मापदंडों के सेट को h मापदंड कहा जाता है तो हमारे पास h 1 1 I 1 h 1 2 V 2 होने के लिए V 1 है और हमारे पास h 2 1 I 1 h 2 2 V 2 होने के लिए I 2 है दूसरे शब्दों में यह सदिश V 1 I 2 h 1 1 h 1 2 h 2 1 h 2 2 × सदिश I 1 V 2 है अब इसे h अक्षर से निरूपित किया जाता है यह दर्शाने के लिए कि वे हाइब्रिड है तो इन्हें हाइब्रिड मापदंड के रूप में जाना जाता है और ये हाइब्रिड मापदंड है क्योंकि यह वोल्टेज h 1 1 × एक विद्युत धारा तो h 1 1 में प्रतिरोध के आयाम है यह वोल्टेज h 1 2 × × V 2 इसलिए h 1 2 आयामहीन है तो इसमें प्रतिरोध के आयाम है अर्थात् आयामहीन है यह है जाहिर है आयामी स्थिरता के लिए इसी प्रकार दूसरी अभिव्यक्ति में I 2 h 2 1 × I 1 इसलिए इसे आयामहीन होना ही चाहिए h 2 1 तो यह भी आयामहीन है और अंत में यह एक विद्युत धारा बराबर कुछ × एक वोल्टेज है इसलिए h 2 2 के पास कंडक्टेन्स का आयाम है तो चारों मापदंडों के समान आयाम नहीं है इसीलिए उन्हें हाइब्रिड मापदंड कहा जाता है अब इसका मूल्यांकन बिल्कुल पहले जैसा ही है आप एक स्वतंत्र चर को 0 पर सेट करते है और उनका मूल्यांकन करते है पहले की तरह आप स्वतंत्र चर के चार अलग अलग सेट ले सकते है और हर चीज का मूल्यांकन कर सकते है लेकिन सबसे सुविधाजनक बात है उनमें से एक को 0 पर सेट करना तो पहले मामले में हम V 2 को 0 पर सेट करते है जिसका अर्थ है आप पोर्ट संख्या 2 को शॉर्ट परिपथ करते है और आप I 1 को इस तरफ लागू करते है और आप V 1 और I 2 को मापते है तो V 2 को 0 पर सेट करने से हमें क्या मिलता है हमारे पास h 1 1 I 1 होने के लिए V 1 है दूसरे शब्दों में h 1 1 है बस V 1 बाय I 1 अथवा पोर्ट 2 के शॉर्ट परिपथ होने के साथ पोर्ट 1 में दिख रहा प्रतिरोध और इसी प्रकार हमारे पास दूसरे समीकरण से है I 2 है h 2 1 × I 1 अथवा h 2 1 है बस I 2 बाय I 1 जो कि पोर्ट 2 के शॉर्ट परिपथ होने के साथ पोर्ट 1 से पोर्ट 2 तक विद्युत धारा गेन है तो यह पोर्ट 2 के शॉर्ट परिपथ होने के साथ पोर्ट 1 में दिखने वाला प्रतिरोध है और h 2 1 पोर्ट 2 के शॉर्ट परिपथ होने के साथ पोर्ट 1 से पोर्ट 2 तक का विद्युत धारा गेन है सामान्य सिद्धांत हमेशा समान होते है आप एक स्वतंत्र चर को 0 पर सेट करते है और दूसरी तरफ प्रेरक लागू करते है और दो मापदंडों का मूल्यांकन करते है इसी प्रकार हम I 1 को 0 पर सेट करते है जिसका अर्थ है हम पोर्ट 1 को खुला परिपथ करते है अगर मैं I 1 को 0 पर सेट करता हूं इसका अर्थ है कि पोर्ट 1 खुला परिपथ है और फिर आप V 2 लागू करते है और आप I 2 और V 1 दोनों को मापते है तो V 1 होगा सिर्फ h 1 2 × V 2 क्योंकि I 1 0 है और इससे हमें h 1 2 पोर्ट 1 के खुले परिपथ होने के साथ V 1 बाय V 2 प्राप्त होता है और यह और कुछ भी नहीं बल्कि इसे व्युत्क्रम वोल्टेज गेन कहा जाता है अर्थात् पोर्ट 1 के खुले परिपथ होने के साथ पोर्ट 2 से पोर्ट 1 का वोल्टेज गेन और हमें I 2 h 2 2 × V 2 मिलती है दूसरे शब्दों में I 2 को 0 पर सेट करने के साथ अथवा पोर्ट 1 के खुले परिपथ होने के साथ h 2 2 है I 2 बाय V 2 और I 2 और कुछ भी नहीं बल्कि पोर्ट 1 के खुले परिपथ होने के साथ पोर्ट 2 में दिखने वाला कंडक्टेन्स है इसीलिए ये हाइब्रिड मापदंड है अब यह पता चला है कि यह हाइब्रिड मापदंड एक विशेष प्रकार के ट्रांजिस्टर का वर्णन करने के लिए उपयोगी हैं जैसा कि मैंने कहा था कि आप किसी भी तत्व के लिए किसी भी मापदंड सेट का उपयोग कर सकते है कुछ × उनमें से कुछ के अनंत मान होंगें और उपयोगी नहीं होंगें और तब भी जब वे सभी मौजूद होंगें दूसरों की तुलना में कम अथवा अधिक सुविधाजनक होंगें अब पहले एक विशेष प्रकार का ट्रांजिस्टर था जिसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के स्माल सिग्नल मॉडल का वर्णन करने के लिए इस h मापदंड का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था लेकिन वास्तव में तात्कालिक शैली है y मापदंड का उपयोग करना बाईपोलर ट्रांजिस्टर और MOS ट्रांजिस्टर दोनों के लिए एडमिटेंस मापदंड तो आप उन चीजों को देखेंगें जब आप सक्रिय परिपथ पर एक पाठ्यक्रम लेंगें अर्थात् बाईपोलर ट्रांजिस्टर और MOS ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हुए एम्पलीफायर्स